स्वागत है आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अभियंताओं के अधिकारों से संबंधित हैं उनके कर्तव्य और नैतिकता से संबंधित है तो इस मॉड्यूल में हम अभियंताओं से संबंधित बात करेंगे जो कि किसी खास संस्था के कर्मचारी होते हैं और अगर कुछ राय में मैनेजर या उच्च अधिकारी से अंतर होता है तब कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से उन्हें सुलझाया जा सकता है और इन जटिल सुविधा पूर्ण नैतिक परिस्थितियों में इसका जवाब कैसे पाया जाए तो पहले चर्चा किए हुए मॉड्यूल में या जहां पर हमने पेशेवरों के अधिकार और कर्तव्यों की बात की थी वहां से और उनके समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्व से हम इस मॉड्यूल में चर्चा करेंगे यहां पर हम इस बात पर केंद्रित होंगे कि मुख्य तौर पर रोजगार के मुद्दे पर और वे मैनेजर और पर्यवेक्षक के साथ कोई समझौते में नहीं है तो वह क्या करने जा रहे हैं और उससे संबंधित कुछ पहलू तो हम देखेंगे की इस मॉड्यूल में कौन से मुख्य प्रश्न हैं तो कैसे अच्छी कंपनियों में मैनेजर और अभियंता संबंधित है और मैनेजर और अभियंता के संबंध कंपनी में अच्छे नहीं है यह कैसे विपरीत हो सकता है इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस मॉड्यूल में दिए गए हैं तब मान लीजिए कि आपके पास नैतिक चिंता है परंतु व्यक्ति या कार्यालय जहां पर माना जाता है कि आप उनके बास अपनी चिंता लेकर जाएंगे और वह निष्क्रिय हो जाते हैं तो क्या कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं जो आपको नौकरी छोड़ने या मुखबिर होने के अलावा हो किसी खास मुद्दे पर एक कर्मचारी को क्या प्रोत्साहन मिलेगा जब वह किसी चीज की खराब खबर को बताता है और वह काफी समय बाद घटित होती है जब वह कर्मचारी किसी दूसरे पद पर चला जाता है और अगर आपको यह पता चलता है कि उस अभियंता को किसी सुविधा से मुक्त कर दिया गया है और वह पूर्व में किसी महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दे को उठाने में प्रतिकार करता है तो ऐसा क्या है जो आपके विश्वास को समान प्रकार के स्वभाव के उत्तराधिकारी संस्था में बनाए रखता है तो यह वह संस्थाएं है जिसने पहली संस्था से भार संभाला है और क्यों आप के क्या अधिकार कर्तव्य और उत्तरदायित्व नियोक्ता के प्रति हैं और नियुक्त आके आपके प्रति मान लीजिए आप अपने एकदम ऊपर वाले अधिकारी से इस मुद्दे पर असहमत होते हैं की क्या संस्था के भाग के रूप में लिए गए कुछ कदम क्या नैतिक रूप से स्वीकार्य हैं आप अपनी आवाज को एस चिंता के लिए कैसे उठाएंगे या आप इस पर कार्य कर लेंगे तो यह वह मिल के प्रश्न है जो रोजगार की परिस्थितियों से संबंधित है और अभियंता एक कर्मचारी के तौर पर और एक समझौता जो उसने मैनेजर के साथ किया है या इस खास संस्था के साथ कार्य करता है अब उसे को किसी दूसरी संस्था ने ले लिया है और उसमें कुछ इससे संबंधित मुद्दे हैं पहले वाली संस्था कुछ प्रक्रियाओं से संबंधित अभियंता का क्या उत्तरदायित्व है इस केस में नई चीज को आयोजित करने के लिए संस्था ने इस संस्था को इन मुद्दों पर ले लिया है तो हम कुछ जटिल मुद्दों की चर्चा इस मॉड्यूल में करेंगे तो हमें मुख्य प्रश्न एक पर केंद्रित होना चाहिए तो कैसे अच्छी कंपनियों में मैनेजर और अभियंता संबंधित है और मैनेजर और अभियंता के संबंध कंपनी में अच्छे नहीं है यह कैसे विपरीत हो सकता है तो क्या यह कोई विशेष संबंधों में संपर्क है दो आपने क्या पाया एक हाल के अभियंता और मैनेजर के संवाद के अध्ययन के अनुसार जोकि रिसर्च ऐट द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एथिक्स इन द प्रोफेशन जोकि इलिनॉइस इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में संपादित हुआ था कि मैनेजर कैसे एक अच्छी चल रही हाईटेक कंपनी में अभियंता के द्वारा दी गई खबर का स्वागत नहीं करते हैं तो मैनेजर तीन मूल्यों से उन्मुख कंपनियों को पता करते हैं कि वह कंपनी पहले ग्राहक के संतोष को महत्व देती है उसके कार्य की गुणवत्ता को महत्व देती है और उत्पाद एवं वित्तीय जमीनी स्तर को महत्व देती है हालांकि यह कठोर प्रारूप वर्गीकरण है और प्रमुखता से देने वाले कारक सामग्री की गंभीरता वाले हो सकते हैं तो सरलता का हिस्सा होने के तौर पर रिपोर्ट 3 तरह की कंपनियों के बारे में बात करती है हम इन तीन तरह की कंपनियों को इन तीन तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं पहला ग्राहक केंद्रित कंपनियां दूसरा गुणवत्ता केंद्रित कंपनियां और तीसरा वित्त केंद्रीय कंपनियां तो दोनों रिवाजों का पता करना ग्राहक केंद्रित और गुणवत्ता केंद्रित कंपनियां एक स्वागत समाचार की तरह कुछ युवा अभियंताओं के लिए आती हैं जिन्हें हमेशा आधारभूत रेखा की चिंता होती है और हमेशा वह अपनी चिंता को आ भी रखते हैं इस तरह की कंपनियां कई मायनों में अलग होती हैं तो गुणवत्ता केंद्रित कंपनियों में गुणवत्ता और हां निश्चित तौर पर सुरक्षा के मुद्दे प्रमुखता से कीमत से ऊपर लिए जाते हैं और ग्राहक की मंशा को भी तो कीमत अभी चिंता का विषय है और यह कहते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण चिंता है परंतु यह हमेशा हमारे गुणवत्ता मानकों को हासिल करने के बाद आती है तो इस तरह की कंपनियों में उनका केंद्र सिर्फ गुणवत्ता पर होता है तो गुणवत्ता केंद्रित कंपनियां हमेशा अपने ग्राहक को सुनने पर केंद्रित होती हैं परंतु ना कहने पर भी उन्हें गर्व होता है तो एक मैनेजर के शब्दों में " अगर कोई ग्राहक कोई मौका लेना चाहता है तो हम अकेले नहीं जाएंगे " इस तरह की कंपनियां अपने ग्राहक को समझाने की कोशिश करती हैंकि उत्पाद को उसके बताएं विशेष विवरण के अनुसार सही तौर पर प्रयोग करें परंतु अगर वह अपने ग्राहक को समझाने में असफल होते हैं तो उपकरण के हिस्से को उपलब्ध कराने के बजाए अपने व्यापार खो देंगेऔर वह कंपनी ग्राहक की सेवा अच्छे से नहीं कर पाएगी तो अगर हम देखें तो वह अपने ग्राहक को खो देंगे और क्योंकि अगर आप अपने ग्राहक को मना करते हैं और उनके द्वारा उत्पाद को उपयोग करने से सीमित करते हैं और आप अपने ग्राहकों को यह बताएंगे कि इसे कैसे सबसे सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए जैसा कि उसे कंपनी के द्वारा बताया गया है तो कई परिस्थितियों में ग्राहक असंतुष्ट हो जाते हैं और वह अपने आप को अलग कर सकते हैं तो यह लाभदायक नहीं होगा और थोड़े समय के लिए ही लाभदायक लगेगा परंतु अगर यह विश्वास को विकसित कर देता है अगर यह एक बाजार के साथ गठजोड़ बना देता है और ग्राहक के साथ भी तब ऐसा हो सकता है कि यह लंबे समय तक चले यह लंबी दूरी की सफलता हो सकती है तो क्योंकि यह अपने आप लोगों के मन मे एक अच्छी कंपनी के तौर पर स्थापित हुआ है की यह कंपनी व्यापार छोड़ सकती है परंतु अपनी गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकती है तो थोड़े समय मैं मुनाफा शुरू हो जाए यह एक अच्छी रणनीति नहीं हो सकती है क्योंकि यह लघु अवधि के मुनाफे को अधिकतम तक नहीं पहुंचा सकता परंतु इस गुणवत्ता केंद्रित कंपनी के लिए यह दीर्घ अवधि के मुनाफे की तरह है क्योंकि उन्होंने गुणवत्ता को लेकर एक प्रतिष्ठा विकसित कर ली है तो गुणवत्ता केंद्रित कंपनियों में भी मैनेजर और अभियंता में उनके चिंता और प्राथमिकता को लेकर असहमति हो सकती है अभियंता मैनेजर को कीमत की चिंता करने वाले के तौर पर देखते हैं या अपने निर्णय में बहुत ही सतही या उतले दिखते हैं और मैनेजर यह देखते हैं कि अभियंता और गहराई से उसमें जाएं तो यह 1 तरीके से अनुभूति का अंतर है अभियंता यह सोचते हैं कि वह कीमत के हिस्से के बारे में ज्यादा विचार करते हैं और वे सोचते हैं कि वे अभियंता अधिक अभियांत्रिकी के बारे में सोचते हैं एक मैनेजर यह सोचते हैं कि अभियंता चीजों को बहुत गहराई से देख रहे हैं जबकि कीमत की तरफ उनका ध्यान होना चाहिए तो इस तरह के विचारों में भिन्नता वहां पर होती है जो ग्राहक केंद्रित कंपनियां होती हैं उनमें ग्राहक का संतोष होना प्राथमिकता होती है तो वह अभ्यांतर मानक जोकि गुणवत्ता केंद्रित कंपनियों के होते हैं उसको बदलकर बाहें मानना जो कि ग्राहक की संतुष्टि है मे बदल देते हैं तो इस वजह से इन कंपनियों में अभियंता गुणवत्ता के लिए चिंतित होते हैं और मैनेजर की इच्छा कि वह ग्राहक को खुश करें इसको लेकर उनमें मतभेद होते हैं ग्राहक को खुश करने की प्रक्रिया में आप मेरे हिसाब से किसी उत्पाद को जल्दी पहुंचा सकते हैं परंतु उस जल्दी पहुंचाने के चक्कर में गुणवत्ता से कुछ हद तक समझौता हो सकता है जोकि मैनेजर के लिए ग्राहक को रोके रखने के उद्देश्य से चलता है परंतु यह एक अभियंता के लिए ठीक नहीं है और इन्हीं वजहों से इन कंपनियों में अभियंता के गुणवत्ता को लेकर चिंता से मतभेद मैनेजर की इच्छा कि वह ग्राहक को खुश करें के साथ उत्पन्न हो जाते हैं पुनः वित्त उन्मुख कंपनियों में इच्छा बहुत अधिक होती है और शायद इकाइयों की संख्या जिन्हें भेजा गया वह नासिर अभियंताओं की गुणवत्ता को लेकर चिंता बल्कि दूसरे नैतिक मानकों के भी विरोध में होती है जैसे कोई घटना उनसे कहा जाता है कि वह परीक्षण के परिणामों को इस तरह से रखें कि वह उत्पाद की जरूरत से मेल खा जाएं ग्राहक की जरूरतों के अनुसार भी यहां तक कि अगर वह परीक्षण को पास ना करें तब भी तो हम क्या पाते हैं कि वित्त उन्मुख कंपनियों में रुचि प्रभावित होती है गुणवत्ता उन्मुख कंपनी और ग्राहक उन्मुक्त कंपनियों के साथ तो वह कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सामान भेजें बिना सेल्फ अभियंता की गुणवत्ता परीक्षण के चिंताओं के साथ विरोधाभासी होते हैं उनके विस्तृत परीक्षण को लेकर इत्यादि परंतु यह किसी तरह से परीक्षणों के परिणामों को व्यवस्थित करते हैं इसलिए यह मुझे सराहनीय लगते हैं कि हम कंपनी के साथ ग्राहक के संबंधों से विश्वसनीयता के मुद्दे पर खेल रहे हैं तो हमने कंपनियों को 3 तरह से उन्मुख होते देखा कि चाहे वह गुणवत्ता के तौर पर उन्मुख हो या वित्त उन्मुख या ग्राहक उन्मुख यह आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह है कि तब कब और कौन कैसे संतुलन लाएगा संतुलन लाने के लिए क्या किया जा सकता है तो जब आप यह बात करते हैं कि यहां पर कैसे संतुलन लाया जाए तो हम क्या कर सकते हैं हम समझदारी के उस धागे को देख सकते हैं जैसे जब भी हम गुणवत्ता की बात करते हैं यह शेर उत्पादों की गुणवत्ता ही नहीं है यह सेवाओं की गुणवत्ता भी है और ग्राहक को अपने निर्णय में लाना अगर हम अच्छे गुणवत्तावान चीजों के लिए जा रहे हैं तब उन्हें उसे आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए और अगर यह गुणवत्ता वाली चीजें सही तरह से की जाए तब इसमें समय लगाने की जरूरत होती है की प्रत्येक का गुणवत्ता परीक्षण गहनता से किया जाए और हम खाली एक बैच के बाद दूसरा बैच का उत्पादन नहीं कर सकते बिना किसी इसके उचित परीक्षण के तो आप अगर आज वित्तीय उन्मुखता के अंतर्गत बात करेंगे कि हमें अधिक उत्पादन करना है हां हम इसमें कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं परंतु उसके लिए हम गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते या उपभोक्ता के संतोष के हिस्से से समझौता नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम गुणवत्ता पर केंद्रित होते हैं तब ही हम उपभोक्ता के संतोष के बारे में सोच सकते हैं तो अगर और फिर से आप दोनों चीजों को देखें तब हमें उपभोक्ता की तरफ अनुकूलित ध्यान देना होगा और उनकी जरूरत की तरफ भी और यह कोशिश करनी होगी कि उन चीजों को डिजाइन के भाग में आमंत्रित करें और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मे अधिक मुनाफा कमाने के लिए ना पड़े जैसा कि वित्तीय उन्मुखता मे होता है तो इन सब चीजों को संतुलित करने की आवश्यकता है अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या दो पर कुछ किसी किसी समय ऐसा होता है कि आप को नैतिकता की चिंता होती है परंतु जब आप व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं या दफ्तर में जिससे आपको बात करना चाहिए और उसे आपकी चिंता को सुनना चाहिए और वह आपकी चिंता को निष्क्रिय तरह से सुनता है आमतौर पर हम तीन तरह से सोचते हैं मैं चुप रह जाऊंगी या हट जाऊंगी या मैं उसका शोर मचाऊंगी परंतु इन तीन यू के अलावा क्या कोई और रास्ता है जो शांत रहने से हट जाने से या शोर मचाने के अलावा हो और उससे हम मुद्दे का हल निकाल सके या इस प्रश्न का उत्तर पा सकें तो जब किसी शिकायत प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो यह अनिश्चित विकर्षण जैसा सुनाई पड़ता है क्योंकि शिकायत कर्ता के नकारात्मक अर्थ में परंतु जब आप शिकायत की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं यह प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले सामान्य परिभाषित शब्द हैं जिसके द्वारा संस्था असुविधापूर्ण सत्य को सुनने की क्षमता को सुनिश्चित करती है तो क्या होता है तो यह एक प्रकार की शिकायत प्रक्रिया है तो कुछ सच हो सकता है कि असुविधा पूर्ण हो परंतु हमारे पास अपनी ज्ञानेंद्रियां होने की आवश्यकता है कान खुले हो कि वह सब कुछ सुन भी सकें शिकायत एक तरह से परिभाषित शब्द होने की वजह शिकायतकर्ता का किसी के द्वारा प्रयोग होना जो उस प्रक्रिया को प्रयोग करता है तो अभियंता के द्वारा जल्दी जल्दी शिकायत के मौके न्याय देने में अंतर हैं ना कि आरोप लगाने में तो हमने क्या पाया कि अगर विचारों में भिन्नता होती है तो किसी खास परिस्थिति को परखने में भी भिन्नता होती है तो एक ही चीज को अलग अलग परिपेक्ष में देख रहे हैं तब लड़के इसे शिकायत प्रक्रिया में शामिल करते हैं क्योंकि हम अभियंता को समझते हैंक्योंकि हम यह समझते हैं कि अभियंताओं के पास पेशेवर ज्ञान होता है किसी विषय पर उनकी गहराई से ज्ञान की योग्यता होती है वह किसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत अधिक कुशल होते हैं वे किसी मुद्दे को अलग परिपेक्ष में देखते है जो कि दूसरों के पास नहीं होता है जो अपने पेशेवर ज्ञान के साथ सुसज्जित होते हैं तो किसी खास समस्या को देखने के लिए किसी एक परिपेक्ष में विचारों में भिन्नता हो सकती है जो दूसरों में नहीं हो सकता है क्योंकि वे इस मुद्दे को हो लंबी अवधि के लिए महसूस कर सकते हैं जो जो भी हाथ में परिस्थितियां हैं उससे संबंधित तो हम यह चर्चा कर रहे हैं कि कुछ मुद्दों पर समूह में उपस्थित और समिति के ऊपर और उनमें से कुछ नादान गलतियां दूसरों की चालाकी भरी गलतियां या शायद ही कभी कभी किसी की दुष्टता भरी गलतियां तो विचारों में मतभेद किसी की लापरवाही की गलती से लेकर या किसी के दुष्टता पूर्ण इरादे तक हो सकती है तो हमने क्या पाया कि दो घुटनों में विचारों में मतभेद हो सकता है जब आप मैनेजर और अभियंताओं की बात करते हैं अक्सर जो नैतिक दोष शुरुआती गलती के निर्णय मे नहीं होते हैं परंतु सावधानी पूर्ण वाद विवाद में असफल होते हैं और अगर उन्हें सामने लाया जाता है तो वह न्याय देने में गलत हो जाते हैं तो यहां पर नैतिक दोष की चीजें होती हैं ऐसा नहीं है कि सब से गलतियां नहीं होती हैं तो अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है परंतु जब आप से कोई गलती हो गई है और आप उसे मानने को तैयार नहीं है अगर आप दोस्त के लिए बहस करने को तैयार नहीं है और सबूत यह दिखाते हैं कि आपने जो निर्णय लिया है वह गलत हो गया है अगर उन तर्क और सबूतों से असफलता पहचान ली जाए जहां पर हो सकता है नैतिक रूप से दोषी पता हो तब यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है की क्या गलत नहीं है हां निश्चित तौर पर अगर कुछ गलत है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए परंतु अगर हम अपनी गलती को मान लेते हैं और तर्क से सावधान होकर उत्तर देते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपनी गलती का ख्याल रखते हैं तो वह दोबारा नहीं होगी और इसी की आवश्यकता है परंतु अगर हम बहुत नीचा सोच रहे हैं चीजों को नीचे दबाकर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं हमारी गलती नहीं है और इन सब चीजों का अगर आप ख्याल नहीं रखते हैं और अगर आप निष्क्रिय रहते हैं तो 1 दिन वह छोटी सी गलती किसी बड़ी लापरवाही का परिणाम होगी जो कि नैतिक तौर पर दोषपूर्ण होगा तो अच्छी शिकायत प्रक्रिया को ले तो संस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं की बुरी खबर को ना रोके तो क्या होता है अगर मुझे बोलने का मार्ग ना दिया जाए और कोई मुझे इस पर सुने भी ना तो हम क्या करेंगे मैं इसके बारे में चुप हो जाऊंगा परंतु अगर संस्था छोड़ दे मेरा मतलब आपको यह करने से छोड़ दें तो हम क्या पाते हैं कि बुरी खबर रुकेगी नहीं बल्कि और ज्यादा व्यस्त होगी और हमने हमेशा इससे यह सीखा है कि अपनी प्रक्रिया को सही करें और सुधारें शो इस तरह से यह तरह से होगा परंतु पुनः हम क्या पाते हैं कि कभी कभी शिकायत बहुत अधिक नैतिक नहीं लगती हैं यह अच्छी नहीं लग सकती हैं ना तो वह नैतिक रुप से सही है और ना ही अच्छे तरह से हमारे सिद्धांत और अनुभव में जमीनी स्तर पर स्थापित है तो हम क्या करें कभी कभी लोग यह महसूस करते हैं कि वह भावनात्मक तौर पर अधिक शामिल हो जाते हैं जब वह कोई शिकायत करते हैं तो हम उस तरह की शिकायत के लिए क्या करते हैं यहां इस खास मॉड्यूल में हम निश्चित तौर पर दोनों तरफ की खास समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं जैसे अगर कंपनी किसी खास तरीके की शिकायत को नजरअंदाज कर रही है और मुद्दा क्या है अगर व्यक्ति जो शिकायत दर्ज कर रहा है हम यह कैसे जानेंगे कि वह जो खास शिकायत कर रहा है वह स्वभाव में नैतिक है कि नहीं तो इस तरह की प्रत्येक समस्या के दो पहलू होते हैं और हमें इसके हर पहलू को देखना चाहिए तो आपको क्या लगता है कि सभी समस्याएं या शिकायतें नैतिक रूप से महत्वपूर्ण है किसी हाईटेक कंपनी के नैतिकऑफिस में नैतिक रूप से अधिकतर कंपनियों में जो शिकायतें आती हैं वह कैफिटेरिया के खाने को लेकर आती हैं तो जो अभियंता कंपनी के लिए काम कर रहा है वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला खाना भी खराब ना हो तो खाना ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग अक्सर शिकायत करते हैं तो वास्तव में खाने के भेष में बिक्री हुई खाने से संबंधित शिकायतें बहुत मायने रखती हैं और इसके लिए नैतिक विभाग को ध्यान देना चाहिए तो यहां हम क्या पाते हैं कि शायद केशिया है कि हम वह शिकायतें ले रहे हैं जो प्रत्येक केस में की गई है और हो सकता है नैतिक रूप से सही ना पाई जाएं परंतु अगर यह किसी और प्रमुख मुद्दे से जुड़ी हुई हैं तब हमें इसमें गहराई में जाना होगा और यह पता करना होगा कि उसका मूल कारण क्या है और उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी होगी हम यह पा सकते हैं कि खाना शायद बहुत ही सामान्य शिकायत हो सकती है परंतु अगर आप इस की गहराइयों में जाएं तो हो सकता है कि कुछ प्रक्रिया संबंधी चीज हो जिसे हमें केंद्रित करके परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तो अगला हम जो देखने जा रहे हैं वह सुरक्षा के हिस्से में होने वाले परिणाम है जैसे शिकायत प्रक्रिया की प्रभावशीलता और सुरक्षा क्या है तो अगर यह समाज की है या नहीं शिकायत प्रक्रिया की सुरक्षा और प्रभावशीलता कई तरीके से आ सकती है कुछ औपचारिक रूप से उत्पन्न हो सकती हैं तो कुछ वास्तव में उत्पन्न हो सकती हैं तो बड़ी कंपनियों के लिए वह एक अलग से रास्ता बना कर रखते हैं कि अगर किसी को उत्पाद की सुरक्षा प्रयोगशाला फिर कर्मचारियों की सुरक्षा 6 कर्मचारियों द्वारा अपशब्द का प्रयोग करना पैसों का दुरुपयोग करना इत्यादि जैसी कोई चिंता है और पदोन्नति या असाइनमेंट में इमानदारी जैसी कोई चिंता है तो हम यह पाते हैं कि क्या कंपनी पहले से ही अपने आप को स्थापित कर चुकी है तो हमारे पास शिकायत का रिश्ता होता है या शिकायत सुधार प्रक्रिया जो कि अलग से शिकायतों के ऊपर कार्य करने के लिए बनाई जाती हैं परंतु छोटी कंपनियां जो कि एक तरह से मूर्ख होती हैं उनमें इसका कोई अलग से मार्ग नहीं होता है परंतु उनका एक मानसिक स्थिति होती है मानसिक तौर पर वे उसकी शिकायत को पहचानते हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और तब यह सारी प्रक्रियाएं अनौपचारिक होती हैं यहां पर कुछ विश्वसनीय व्यक्ति और संस्था के एक प्रतिनिधि के तौर पर और कर्मचारी अपने दिल से उस व्यक्ति के आगे बोलते हैं तो बड़ी कंपनियां खुले दरवाजे की नीति को बताती हैं जिसमें कर्मचारी छोटे स्तर के प्रबंधन को नजरअंदाज करके सीधे अपनी चिंता को ऊपर तक पहुंचा सकता है तो इसमें कौन लोग देखते हैं या " ओंबड्समैन" जिसका यह काम होता है कि वह विवादों से तटस्थ रहे और उसके पास जो शिकायतें आए उनमें उसका किरदार यह होना चाहिए कि वह एक फूल की तरह कार्य करें तो क्या जिसका कार्य तटस्थ रहना है और वह भी विवादों से उसे आप शिकायत के बारे में सूचित कर सकते हैं या प्रतिक्रिया की क्या सुविधाएं हैं या क्या किया जा सकता है इस बारे में बात कर सकते हैं तो "ओंबड्समैन" के लोग एक फूल की तरह से होते हैं जो यह कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ किए समूहों की चिंताओं को ध्यान दें और हम उनसे मिलते हैं और उनको एक ही सामान्य मंच पर ले आते हैं तो हर कोई दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझ सकता है और शिकायत की अवस्था को सूचित कर सकता है और उनके विकल्पों के बारे में एवं वे सुविधा प्रदान करते हैं तथा प्रक्रिया करते हैं जो कि उच्च अधिकारी या प्रबंधन के साथ संबंधित होती है कैसा भी फॉर्म क्यों ना हो शिकायत प्रक्रिया के हमेशा कुछ विशेष कार्य होते हैं तो इसमें शिकायत होनी चाहिए और इसमें अपील करने का प्रबंधन भी होना चाहिए और संस्था की संस्कृति के अनुसार उपयुक्त होना चाहिए दो किन तरीकों से विवाद को सुलझाया जा सकता है उन्हें अपनाया जाता है और सामान विश्वास को प्रोत्साहन दिया जाता है उच्च प्रबंधन हमेशा सहयोग करना दिखाना चाहता है और प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है संस्था को योग्यता को पुरस्कृत करना चाहिए औपचारिक प्रक्रिया के दौरान हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया बिना किसी कानूनी माहौल के हो संस्था यह लगातार कोशिश कर रही है कि कई माध्यम होने चाहिए राम कर्मचारियों को सहायता होनी चाहिए कि वह अपनी शिकायतों को आगे लेकर आए कोई उनके लिए ईमानदारी बढ़ते ना कि कोई खास समूह या स्थान तो यहां पर हम यह देखते हैं कि संस्थाओं में सभी तरीके की सुविधाओं के लिए तंत्र होते हैं तो कर्मचारी को इन तरह की प्रथाओं को सूचित करना चाहिए और उनके पास कुछ चैनल उपलब्ध होते हैं उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह कर्मचारी को सहयोग करें और उसके मुद्दों को सामने उजागर करें और अगर कोई व्यक्ति किसी समूह या स्थान का नहीं होता है तो स्वतंत्र नैतिक विभाग या ऑफिस होता है जो कि यह देखता है कि क्या सही है और यह देखता है कि अगर यह सही है तो क्या सही है और उसमें क्या प्रक्रिया शामिल है और कौन इसके लिए उत्तरदाई है तब एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुद्दा कौन उठा रहा है और जो सबूत दे रहा है उन्हें प्रतिशोध से संभाल के रखना चाहिए लाइन प्रबंधक को प्रक्रिया को सहयोग देना चाहिए संस्था को जो भी प्रक्रिया हो रही है उससे संबंधित परिवर्तनों को अपने उत्तरदायित्व के तौर पर स्वीकार करना चाहिए तो अगर प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां पता चलती है जोकि आप के वर्तमान कार्य करने के तरीके से संबंधित होती हैं और उसमें की आवश्यकता होती है तो वह लचीला होना चाहिए और काफी खुला होना चाहिए कि वह उसको प्रक्रिया के अनुसार पता चलते ही बदल सके तो संस्थाओं को बिना किसी के एकांत को भंग किए बगैर समस्या के सामान्य स्वभाव को सबके सामने लाना चाहिए और प्रयोग होने वाली प्रत्येक प्रक्रिया का परीक्षण करना चाहिए और परिणामोंका भी तो बिना अलग अलग तरह की प्राइवेसी के संस्था को बाहरी दुनिया से सब कुछ साझा करना चाहिए जैसे कि समस्या के स्वभाव को तो कैसे इस समस्या को हल करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके क्या परिणाम होते हैं तो यह संस्था और उसके ग्राहक के बीच में पुल का काम करता है जैसे बड़े स्तर पर यह विश्वसनीयता स्थापित करने में मदद करता है अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं जोकि प्रोत्साहन है और उसका महत्व तब अधिक हो जाता है जब कोई कर्मचारी खराब खबर को बताने जा रहा होता है तो किस तरह का प्रोत्साहन लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि वह खराब खबर को बताने जाएं कि ऐसा किसी कंपनी में काफी लंबे अंतराल के बाद कोई शिकायत हो रही है इससे पहले कि उसका परीक्षण करने वाला किसी दूसरे पद पर चला जाए तो यह ऐसे हो सकता है की मैं क्यों और क्या शिकायत करने जा सकता हूं जब तक मैं ऐसा करूंगा तब तक हो सकता है कि इसका समाधान हो जाए हो सकता है मुझे उसे करने में काफी लंबा समय लग जाए तो मैं क्या कर सकता हूं क्या मुझे शिकायत करने जाना चाहिए या नहीं और अगर मैं करता हूं तो मेरे लिए क्या है मेरे लिए क्या प्रोत्साहन है जिसके लिए मैं शिकायत करने जा रहा हूं तो यह सब हम अगले सत्र में लेंगे धन्यवाद